तो मेरे को लगता है कि इसे और इसे ले लेना चाहिए I क्या यह आउटपुट वोल्टेज Vout हमारी मदद करेगा ऑपरेशनल एमप्लीफायर के बेसिक्स को दोबारा देखने पर पता चलता है कि VoutVref 1R1R2 इससे स्पष्ट है कि एरर एमप्लीफायर हमेशा आउटपुट को मैच करने की कोशिश कर रहा है I वह आउटपुट वोल्टेज Vout को मॉनिटर करके उसे मैच करने की कोशिश करता रहता है I ऐसा करने के लिए रेफरेन्स वोल्टेज Vref तथा आउटपुट वोल्टेज Vout के बीच अंतर कम से कम होना चाहिए I ठीक हैआउटपुट वोल्टेज का यह बहुत ही सरल एक्सप्रेशन है I यह गेन वाली टर्म इन दोनों रेसिस्टर्स से आ रही है I तो वापस आते हैं यह फीडबैक है Iआपको पता है कि यह आउटपुट वोल्टेज निम्न प्रकार से दिया जाता है Vout Vref 1R1R2 और यह जाहिर है यह गेन फीडबैक है जिसका कुछ ना कुछ गेन अवश्य होता है और इस गेन पैरामीटर में ही हमारी दिलचस्पी हैI तो प्रश्न यह है कि हम एंपलीफायर के गेन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं

यह क्यों महत्वपूर्ण दिखाई देता है

आउटपुट पर आने वाली पावर क्या है

आपको इनपुट वोल्टेज दोबारा से 18 V तक बदलना है और पूरे प्रयोग को दोबारा करना है I फिर दोबारा इसे 24V पर सेट कर के आप पूरे प्रयोग की पूरी रेंज को कवर करें और फिर ऐसा ही 30 V के लिए भी करें I दूसरे शब्दों में अलग अलग इनपुट वोल्टेज के लिए जब आप यह प्रयोग करते हैं तो आपको अलग अलग लोड करंट मिलता है I इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है

यह भी देखना चाहिए कि इन सब की मदद से कैसे एक बक कन्वर्टर हमें सबसे अच्छी एफिशिएंसी देता है I यह एनर्जी हार्वेस्टिंग के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है तथा इन सभी सिस्टम के लिए यह जरूरी है I क्योंकि जब तक आपके सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं होगी तब तक इन सिस्टम में आपकी बैटरी की लाइफ भी नहीं बढ़ सकतीI धन्यवाद I